अब इस प्रायोगिक भौतिकी II में हम प्रकाशिकी प्रयोग के साथ साथ क्वांटम भौतिकी पर कुछ प्रयोगों पर चर्चा करेंगे प्रकाशिकी प्रयोगशाला के बारे में हम क्या उम्मीद करते हैं इसे कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं कि यह कैसा होना चाहिए और प्रयोगशाला में बुनियादी घटक क्या होने चाहिए प्रकाशिकी प्रयोगशाला में यह प्रयोगशाला एक ऐसे कमरे में होनी चाहिए जहां से सभी बाहरी प्रकाश को वर्जित किया जा सके उस कमरे में प्रावधान होना चाहिए यह पूरी तरह से अंधेरा कमरा नहीं हो सकता है लेकिन बाहर से आने वाले बाहरी प्रकाश को रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए प्रकाशिकी प्रयोगशाला में यह व्यवस्था होनी चाहिए और प्रकाशिकी प्रयोगशाला में सबसे उपयोगी घटक प्रकाशीय बेंच है स्लॉट और मिलीमीटर स्केल के साथ और इस प्रकाशीय बेंच को पैरों पर समर्थित किया जाना चाहिए जिसकी ऊंचाई को इसे समतल करने के लिए बदला जा सकता है प्रकाशिकी के प्रयोग में घटक को समतल करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि परावर्तन अपवर्तन मुख्य रूप से सब कुछ यह एक प्रकाश है यह एक यह परावर्तन अपवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है कुछ अन्य घटनाएं भी हैं यदि दर्पण थोड़ा झुका हुआ है तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में जाएगा प्रकाश को एक उचित दिशा में लाने के लिए प्रकाशीय घटकों का संरेखण बहुत महत्वपूर्ण है और प्रकाशिकी प्रयोग में यह कठिन भाग है आपको बहुत सावधानी से करना होगा और क्रमशः कुछ नियम हैं आपको पालन करना होगा और फिर यह तुलनात्मक रूप से आसान होगा प्रयोगशाला में प्रकाशीय बेंच होनी चाहिए और उस बेंच में स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाएगा यह बेंच पहले शुरुआत में बेंच को क्षैतिज स्तर पर क्षैतिज होना चाहिए इसे क्षैतिज बनाने के लिए क्योंकि यह बेंच आप जिस टेबल पर रख रहे हैं यह टेबल पूरी तरह से यह सतह पूरी तरह से क्षैतिज नहीं है इसे मेज पर निर्भर नहीं होना चाहिए यह आपके प्रकाशीय बेंच को ऊंचाई को समायोजित करने का प्रावधान नहीं करना चाहिए यही कारण है कि इस प्रकाशीय बेंच में पैर हैं यह पेंच है यह है यह पेंच हमेशा यहां रखा होगा आप बस पेंच को घुमा कर आप इसकी ऊंचाई संदर्भ समय 0435 या हाँ या टेबल बेंच के दूसरी तरफ की ऊंचाई को बदल सकते हैं इसे क्या कहा जाता है स्पिरिट लेवल आपको सबसे पहले प्रकाशीय बेंच को क्षैतिज बनाना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाशीय बेंच होना चाहिए और मिलीमीटर स्केल होना चाहिए आम तौर पर इस प्रकाशीय बेंच के साथ यह मीटर स्केल जुड़ा होता है और बेंच को समतल करने के लिए बेंच ऊंचाई समायोजन विकल्प होना चाहिए ऊंचाई समायोजन के लिए बेंच के लिए आवश्यक सामान इसके लिए बेंच पर सहायक उपकरण के तौर पर कई धारक हैं इन धारकों को प्रकाशीय बेंच के स्लॉट पर रखा जाएगा और इस धारक को स्थानांतरित किया जा सकता है हम धारक को स्लॉट के साथ स्थानांतरित कर सकते हैं और यह धारक आप कह सकते हैं कि अप राइट है इस धारक के पास इस पर कुछ प्रकाशीय घटक रखने का विकल्प होगा कई धारक घूर्णी के दो स्वातंत्र्य कोटि और स्थानांतरण के दो स्वातंत्र्य कोटि रखते हैं स्लॉट के साथ आप इसे स्थानांतरित कर सकते हैं इसके अलावा इस धारक के दो और स्थानांतरण स्वातंत्र्य होनी चाहिए एक ऊंचाई समायोजन है और दूसरा स्लॉट या प्रकाशीय बेंच के लिए लंबवत है आप इस धारक को स्थानांतरित कर सकते हैं न्यूनतम दो स्वातंत्र्य कोटि आपको चाहिए एक ऊंचाई समायोजन है और दूसरा स्लॉट के लिए लंबवत है और तीसरा यह हर समय यह वहाँ है हम स्लॉट के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं और दो घूर्णी स्वातंत्र्य का मतलब है कि इस धारक को आप इसके साथ या इसके साथ झुका घुमा सकते हैं क्योंकि प्रकाशीय घटक उस के साथ जुड़ा होगा उस प्रकाशीय घटक को हमें ऊर्ध्वाधर बनाना होगा कोई झुकाव वगैरह नहीं होना चाहिए उन चीजों को समायोजित करने के लिए इस धारक में घूर्णी और स्थानांतरण के स्वातंत्र्य कोटि होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं अन्यथा विभिन्न प्रयोग के लिए प्रकाशीय घटक को संरेखित करना बहुत मुश्किल हो जाता है साथ ही इस धारक के पास पैमाने पर विस्थापन को मापने के लिए सूचकांक चिह्न या सूचक होना चाहिए प्रकाशीय टेबल में पैमाना होता है सही प्रकाशीय टेबल में पैमाना होता है आप धारक को प्रकाशीय बेंच के स्लॉट में डालना होता है अब इस धारक के पास एक निशान होना चाहिए और एक निशान या एक चिह्न या सूचकांक मध्यस्थिति में होना चाहिए जो भी घटक आप इस धारक पर रखेंगे धारक में घटक की स्थिति के आधार पर धारक के बिल्कुल तल पर एक निशान होगा वह निशान या सूचकांक वास्तव में प्रकाशीय बेंच पर धारक की स्थिति को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाएगा यह बेंच के लिए आवश्यक उपकरण है इसके अलावा प्रयोगशाला में कई और सामान्य घटक होने चाहिए कि किसी भी समय आपको प्रकाशीय प्रयोग के लिए उन घटकों की आवश्यकता हो सकती है वे दर्पण हैं आपके पास कई दर्पण होने चाहिए समतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल उत्तल दर्पण लेंस अवतल लेंस उत्तल लेंस फिर क्रॉस वायर के साथ दूरबीन नेत्रिका मुझे लगता है कि नेत्रिका के साथ नेत्रिका के साथ फिर चर स्लिट के साथ समांतरित्र सफेद स्क्रीन वास्तविक छवि देखने के लिए पिनहोल नुकीली सुइयाँ लेज़र स्रोत तापदीप्त स्रोत वगैरह को उचित व्यवस्था के साथ प्रकाशीय बेंच के धारकों में रखने के लिए ये प्रकाशीय प्रयोगशाला के लिए बहुत सामान्य घटक हैं दर्पण लेंस दूरबीन नेत्रिका और समांतरित्र स्क्रीन यह पिनहोल सुइयाँ और लेजर कुछ प्रकाशीय स्रोत लेज़र स्रोत कुछ अन्य बल्ब स्रोत या डिस्चार्ज स्रोत केवल ये ही पर्याप्त नहीं हैं अब इनको धारक पर लगाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जो कि प्रकाशीय बेंच पर उपयोग किए जाएंगे ये व्यवस्था बहुत आवश्यक है उनके बिना प्रयोग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें संरेखित करने में समय लग जाएगा यदि आपके पास उचित धारक है और फिर घटकों को पकड़ने के लिए अच्छी व्यवस्था है और धारक की कुछ घूर्णी स्थानांतरण स्वातंत्र्य के साथ तब तुलनात्मक रूप से यह आसान होगा और आप प्रयोग करने के लिए अपना समय बचा सकते हैं प्रयोगशाला में ये बहुत सामान्य घटक हैं फिर आपको विभिन्न प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है आम तौर पर यह सोडियम प्रकाश स्रोत पारा हीलियम प्रकाश स्रोत नियोन ये आम तौर पर ये स्रोत हैं जो हम अपने शिक्षण प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं फिर आपको प्रिज़्म स्पेक्ट्रोमीटर चल सूक्ष्मदर्शी प्रिज़्म ग्रेटिंग स्लिट पोलराइज़र फोटो डिटेक्टर वगैरह चाहिए इसे प्रयोगशाला में संग्रहीत किया जाना चाहिए यह जो भी हैं यह प्रकाशिकी प्रयोगशाला इस तरह की होनी चाहिए यहाँ मैंने जो कुछ भी बताया वे बहुत ही बुनियादी घटक हैं यह एक के लिए नहीं है ऐसा नहीं है कि यह एक विशेष प्रयोग के लिए है जो भी जरूरत है वहां केवल वही है वहाँ ये होने चाहिए यह चल घटकों की तरह है यह पेच और नट बोल्ट की तरह है पेंचकस तरह की चीजें हैं प्रकाशिकी प्रयोगशाला में ये इस तरह की चीजों की किसी भी घटक की आपको किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है इसे प्रयोगशाला प्रकाशिकी प्रयोगशाला में संग्रहीत किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रयोग के लिए आपको अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है यह अलग कहानी है लेकिन जब भी आप प्रकाशिकी प्रयोगशाला में जाएंगे यह प्रयोगशाला का वातावरण होना चाहिए मैंने यहां आपको जो भी घटक बताए जो भी चीजें मैंने बताईं वह सब मैं आपको प्रयोगशाला में दिखाऊंगा जब हम कुछ प्रयोग करेंगे और हर घटक मैं आपको प्रयोगशाला में दिखाऊंगा और यह भी चर्चा करूंगा कि यह कैसे काम करता है मैं वहां इसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं वहां प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन प्रकाश स्रोत प्रकाशिकी प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण घटक में से एक है अब मैं यहां प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा करूंगा बाकी घटक मैं प्रयोग के दौरान प्रयोगशाला में चर्चा करूंगा यही मैंने बार बार कहा था कि मैं प्रयोगशाला में सभी घटकों को दिखाऊंगा और किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करने से पहले उनके कार्य पर चर्चा करूंगा प्रयोगशाला में प्रकाश स्रोत यह दृश्य भाग में विद्युतचुम्बकीय तरंग है जो कि हम प्रकाश को कहते हैं हालाँकि विद्युतचुम्बकीय तरंग का परिसर होता है संदर्भ समय 1556 लेकिन दृश्य भाग जो हम यह बताते हैं कि यह प्रकाश है जो हमारी प्रयोगशाला में विशेष रूप से शैक्षणिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाएगा दृश्यमान परिसर में हमें मूल रूप से अलग रंग मिलेगा यह लाल रंग यह तरंगदैर्ध्य परिसर जब विद्युतचुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य परिसर लगभग 6 से 800 है 6 से 800 उस परिसर में देखें जिसे आप लाल बताते हैं फिर यह पक्ष लगभग 600 है जिसे कहते हैं कि नारंगी आप इस रंग को नारंगी बताते हैं फिर यह पीला रंग है आम तौर पर यह 550 से 600 होता है यह पीला रंग है हरा रंग 500 से 550 इस परिसर में हरा रंग होता है यह परिसर यह मोटे तौर पर मैंने यहाँ उल्लेख किया है नीला रंग 450 से 500 यह नीला रंग बैंगनी रंग यह 400 से 450 है जो बैंगनी रंग है यह तरंगदैर्ध्य का परिसर है विभिन्न स्रोत के लिए आपको विभिन्न रंग मिलेंगे और उनकी तरंगदैर्ध्य तय है उनकी तरंगदैर्ध्य तय की जाती है कि लाल रंग एक ही रंग लेकिन कुछ स्रोत के लिए तरंगदैर्घ्य 680 होगा किसी स्रोत के लिए यह 700 हो सकता है इसी प्रकार अन्य रंग के लिए भी समान रंग तरंगदैर्घ्य नहीं बताएगा यह तरंगदैर्ध्य का परिसर बताएगा लेकिन एक विशेष स्रोत जो एक विशेष रंग का प्रकाश देगा का एक विशेष तरंगदैर्ध्य होगा हमें रोशनी मिलती है यहां दो तरीके हैं प्रकाश स्रोत जो संतत तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं और प्रकाश स्रोत हैं जो रेखिक स्पेक्ट्रा असतत तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं हमारी प्रयोगशाला में हम प्रकाश का उपयोग करेंगे जो रेखिक स्पेक्ट्रा या प्रकाश की असतत तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं प्रकाश स्रोत जो लाइन स्पेक्ट्रा का उत्सर्जन करता है जब हम इस प्रकार के स्रोत को प्राप्त करते हैं जब पदार्थ गर्मी या बिजली के माध्यम से उत्तेजित होता है इसकी गैसीय अवस्था में विभिन्न रंगों की स्पेक्ट्रमी रेखाएँ उत्सर्जित होती हैं यह एक परमाणु घटना है और आवर्त सारणी में प्रत्येक परमाणु के लिए स्पेक्ट्रमी रेखा अनन्य है इस असतत रंग से हमें ऐसी रेखाएँ मिल रही हैं जिनसे हम असतत तरंगदैर्ध्य की रोशनी प्राप्त कर रहे हैं जो कि हम परमाणु परिघटना हैं और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक परमाणु में एक विशेषता है विशेषताएँ प्रकाश विशेषताएँ प्रकाश इसका मतलब है कि इसका तरंगदैर्ध्य नियत है यही कारण है कि अगर आप विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए प्रकाश चाहते हैं आपको अलग अलग स्रोत का उपयोग करने की आवश्यकता है मैं केवल यह बताऊंगा कि हम प्रयोगशाला में कौन से स्रोत का उपयोग कर रहे हैं या हम प्रयोगशाला में अपने प्रयोग के दौरान जिसका उपयोग करेंगे हम हाइड्रोजन स्रोत का उपयोग करेंगे हम इस हाइड्रोजन स्रोत का उपयोग करेंगे संदर्भ समय 2036 यह कैसा है यह मैंने पहले इस उदाहरण का उपयोग किया है क्योंकि आप इस हाइड्रोजन ऊर्जा स्तर से काफी परिचित हैं सही बोह्र सिद्धांत से आप जानते हैं यह वेव संख्या 1 भाग लैम्बडा Z वर्ग R के बराबर है 1 भाग n 1 वर्ग माइनस 1 भाग n 2 वर्ग यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु का मतलब है कि परमाणु या आयन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है अन्य इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया गया है हाइड्रोजन के लिए यह Z 1 के बराबर है हमारे सिद्धांत में क्वांटम संख्या R रिडबर्ग नियतांक है इसका कुछ मान है n 1 2 3 के बराबर ये हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर हैं सही अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रान तब होता है जब या टकराते हुए या विद्युत के माध्यम से अगर हम इन हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस से उत्तेजित करते हैं इलेक्ट्रॉन आम तौर पर यह निम्नतम अवस्था में होता है यह उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है और अब उच्च ऊर्जा अवस्था में यह बहुत कम समय तक रहता है आम तौर पर 10 घात माइनस 8 सेकंड और फिर यह निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आ जाता है जब यह निचली ऊर्जा अवस्था में आता है टकराने से या बिजली से यह ऊर्जा प्राप्त करता है और उच्च ऊर्जा के स्तर तक जाता है यह निम्न ऊर्जा के स्तर में गिरता है इन दो स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर वह ऊर्जा वास्तव में एक विद्युतचुम्बकी तरंग के रूप में निकलती है अब जब वह तरंग दृश्यमान परिसर में है तब आप प्रकाश को देखेंगे और उस प्रकाश का रंग क्या होगा वह इस तरंगदैर्ध्य से तय होगा सही हाइड्रोजन के मामले में अलग अलग श्रेणियां हैं आप इस बामर श्रेणी को जानते हैं बामर श्रेणी दृश्य भाग में है यदि हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन स्रोत का उपयोग करते हैं जब हम हाइड्रोजन स्रोत का उपयोग करेंगे हाइड्रोजन स्रोत से प्रकाश बाहर आएगा और उस प्रकाश का उपयोग हम अपने प्रयोग के लिए करेंगे और वहां आपको इस प्रकार का रेखिक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा एक रेखा आप देखेंगे यह एक लाल रंग है आप देखेंगे कि यह 6563 नैनोमीटर है ये पुस्तिका से हैं आपको इस रेखिक स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य का मान मिलेगा आम तौर पर ये अन्य रेखाएं भी हैं हो सकता है की इस स्रोत के लिए नहीं लेकिन अन्य स्रोत के लिए पर सभी रेखाएं तीव्र नहीं हैं यहां पर कमजोर रेखाएं हैं तीव्र रेखाएं हैं और मध्यम रेखाएं हैं यहाँ हाइड्रोजन के लिए प्रकाश की यह विशिष्ट तरंगदैर्ध्य हमें मिलेगी यह 6563 नैनोमीटर फिर 4861 है ये रंग बिल्कुल नहीं हैं हाँ शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास सभी प्रकार के रंग नहीं हैं मेरे पास 4 रंग हैं मैं उनके साथ सिर्फ 4861 नैनोमीटर समायोजित करने की कोशिश करता हूं एक और रेखा आपको 4340 नैनोमीटर अन्य एक 4102 नैनोमीटर मिलेगी यह प्रमुख रेखाएं हैं प्रमुख तीव्र प्रकाश है जो इन तरंगदैर्ध्य से आपको मिलेंगे यह स्रोत हम अपनी प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं फिर दूसरा स्रोत जो हम अपनी प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं वह सोडियम स्रोत है सोडियम स्रोत के लिए फिर से यह 11 है परमाणु क्रमांक 11 है यह अंतिम इलेक्ट्रॉन है यह 3 s 1 पर है ये भरे हुए शैल हैं यह इलेक्ट्रॉन सामान्यतः उच्च ऊर्जा अवस्था और उच्च ऊर्जा अवस्था से बाहर निकलता है और यह प्रकाश उत्पन्न करता है n 3 के बराबर यह n 3 के बराबर है n 4 के बराबर n 5 के बराबर ये ऊर्जा स्तर हैं अब यह n 3 के बराबर है n 0 1 2 के बराबर s p d है इसमें 3 उप स्तर s p d हैं 4 उप स्तर नहीं है मुझे लगता है कि 0 1 2 हाँ 3 उप स्तर s p d f नहीं है मुझे लगता है कि मैंने गलती की है f नहीं है s p d हाइड्रोजन के मामले में यह वहां नहीं था ओह यह वहां था लेकिन उनके पास एक ही ऊर्जा थी यह एक डिजनरेट अवस्था है इस मामले में अन्य इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण उनकी डिजनरेसी को हटा दिया जाता है हाइड्रोजन के मामले में यह नहीं था अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अन्य इलेक्ट्रॉनों की अन्योन्य क्रिया या प्रभाव के कारण इन डिजनरेसी को हटा दिया जाता है अब यहां स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हैं स्पिन ऑर्बिट ls कप्लिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग j का मान देता है फिर से वे अलग हो जाते हैं फिर से वे अलग हो गए s के लिए l एल 0 के बराबर और स्पिन आधी j आधा है 3 s आधा इस अवस्था को 3 s अर्ध और p के लिए l एल 1 के बराबर और s आधे के बराबर है j l प्लस हाफ l माइनस हाफ होगा p अर्ध और p 32 और ये तीन प्रमुख क्वांटम संख्या अन्य भी हैं सोडियम के मामले में हमें यह दो रेखाएं मिलती हैं यह दो रेखाएं संभव परिसर में अन्य संक्रमण होते हैं लेकिन वे दृश्य भाग में नहीं हैं हम देख नहीं सकते हैं हम केवल यह देखते हैं हम केवल इन दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखते हैं तरंगदैर्ध्य 5890 और 5896 6 एंग्स्ट्रॉम का अंतर है इन दोनों प्रकाश में आम तौर पर हम उन्हें एक रेखा के रूप में देखते हैं उनमें विभेदन करना बहुत मुश्किल है यहां तक की प्रिज्म साधारण प्रिज्म के माध्यम से भी हम उनमें विभेदन नहीं कर सकते हैं हम केवल एक रेखा देखेंगे इस तरह से हम बताते हैं कि यह एक एकवर्णी स्रोत पीला है और यह 550 से 600 के परिसर में है यह पीले रंग का परिसर है यह सोडियम पीले रंग का प्रकाश जो हम देखते हैं हम इसे D रेखा बताते हैं और इसे हम सोडियम डबलट बताते हैं क्योंकि इसमें दो रेखाएं D 1 और D 2 रेखा होती है और तरंगदैर्ध्य 5890 और 5896 होता है औसत तरंगदैर्ध्य जब हम इस डबलट को नहीं देखते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये अंतर बहुत छोटा है केवल उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर के साथ उन्हें विभक्त कर सकते हैं अन्यथा साधारण स्पेक्ट्रोमीटर में आप केवल एक रेखा देख सकते हैं और औसत तरंगदैर्ध्य हम 5893 लेते हैं यह सोडियम स्रोत एक बहुत ही मूलभूत स्रोत है हर समय हमें इस स्रोत की आवश्यकता होती है और हम उनका उपयोग करेंगे इसलिए मैंने चर्चा की कि उनका मूल क्या है फिर हीलियम स्रोत हम हीलियम स्रोत के लिए भी इसका उपयोग करेंगे फिर से यह परमाणु संक्रमण निचले स्तर से उच्च स्तर जाने पर इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर तुरंत निचले स्तर पर आ जाता है और स्पेक्ट्रमी रेखाएं देता है जो सिद्धांत मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया मैंने सोडियम पर चर्चा की है मैंने इसके लिए भी चर्चा की है उसी सिद्धांत पर इस संक्रमण का सही सही पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अन्य चीजें थोड़ी मुश्किल हैं लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं केवल हमने सीखा कि यह परमाणु संक्रमण है एक स्तर से दूसरे स्तर तक इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण हमें यह प्रकाश मिल रहा है और यह उस स्रोत के विशिष्ट गुण हैं जो भी प्रकाश हम प्राप्त कर रहे हैं वह स्रोत की विशिष्टता है हीलियम स्रोत भी हम अपनी प्रयोगशाला में उपयोग करेंगे और इस प्रकार का स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा और आपको ये तरंगदैर्ध्य मिलेंगे ये तरंगदैर्ध्य हैं और इनमें बहुत तीव्र होते हैं और ये सभी मध्यम तीव्रता वाले होते हैं ये अधिक हैं और उनकी तीव्रता बहुत कमजोर है और फिर पारा स्रोत हम अपनी प्रयोगशाला में उपयोग करेंगे वहां आपको इस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश मिलेगा इस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश और यहाँ भी कुछ अन्य रेखाएँ कमजोर रेखाएँ हैं जिन्हें आम तौर पर देखना मुश्किल है लेकिन ये रेखाएँ प्रमुख हैं और फिर एक और स्रोत हम प्रयोगशाला में नियॉन स्रोत का उपयोग करते हैं और नियॉन स्रोत के लिए आपको 600 से 700 तरंगदैर्ध्य के परिसर में बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी सभी कम या ज्यादा लाल रंग की होती हैं और इस तरफ यह नारंगी रंग होगा तो हमें दो रेखाएं मिलती हैं पीली पीला रंग लेकिन यह डबलेट जहां भी आपको डबलेट मिल रहा है यह स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के कारण आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के कारण ऊर्जा स्तर का विभाजन होता है क्योंकि उनकी वजह से आम तौर पर हमें यह दोहरी संरचना मिलती है उनका तरंगदैर्ध्य बहुत करीब होता है और बहुत प्रमुख हरा रंग है जो हम नियॉन स्रोत के लिए देखते हैं रंग से ही और डेटा टेबल से आप कह सकते हैं कि इस की तरंगदैर्ध्य क्या है हम तरंगदैर्ध्य को माप भी सकते हैं यही प्रयोग हम करेंगे अलग अलग स्रोत का उपयोग करते हुए उस स्रोत की तरंगदैर्ध्य को कैसे मापें इसके अलावा हम प्रयोगशाला में लेज़र का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर हीलियम नियॉन लेज़र है इसकी तरंगदैर्ध्य 6328 नैनोमीटर है हीलियम नियॉन लेज़र जो हम अपनी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे और यह तीव्रता है इसे वाट के रूप में व्यक्त किया जाता है अलग अलग तीव्रता के लिए तरंगदैर्ध्य के साथ साथ वाट भी अलग अलग होंगे यह एक अलग वाट के रूप में परिभाषित है साथ ही हम डायोड लेज़र का उपयोग करेंगे विभिन्न डायोड लेज़र अलग अलग तरंग दैर्ध्य के उपलब्ध हैं विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य हैं विभिन्न प्रकार के लेज़र हैं और उनके विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्ध्य हैं लेज़र स्रोत के क्या लाभ हैं लेज़र स्रोत आप जानते हैं विकिरण के उत्सर्जन से प्रेरित प्रकाश प्रवर्धन यह कैसे काम करता है वगैरह मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं लेकिन इसका एक अनूठा गुण है आप जानते हैं कि यह लगभग एकवर्णी है यह लगभग एकवर्णी है यह एक उच्च दिशात्मक है यह लेज़र स्रोत अत्यधिक दिशात्मक है और यह एक उच्च सम्बद्धता है यह है सम्बद्धता क्या है मैं समझाऊंगा जब मैं इंटरफेरेंस पर प्रयोग करूंगा ये लेज़र प्रकाश के अनूठे गुण हैं इसीलिए हमारी प्रयोगशाला में लेज़र प्रकाश सिर्फ कुछ प्रयोग के लिए हम लेज़र प्रकाश का उपयोग करेंगे लेकिन शोध प्रयोगशाला के लिए अन्य उच्च अंत प्रयोग के लिए इस लेज़र के बिना हम सोच भी नहीं सकते अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग हैं हम विभिन्न प्रकार के लेज़र का उपयोग करते हैं यदि आप लेज़र की कार्य क्रिया को देखते हैं तो हमें लेज़िंग प्रकाश कैसे मिलता है हम परमाणु लेज़र को बताते हैं कि यह हीलियम नियॉन लेज़र के रूप में एक गैस लेज़र है जैसा कि मैंने बताया अन्यथा यह अन्य दृश्यमान और पराबैंगनी आर्गन आयन लेज़र हीलियम कैडमियम लेज़र फिर हरा और पीला रंग पीला कॉपर वेपर लेज़र है इसलिए हम इस लेज़र से हरा और पीला रंग प्राप्त करते हैं ये एकवर्णी हैं इसका अर्थ है एक तरंगदैर्ध्य लेज़र ये एक तरंगदैर्ध्य लेज़र हैं यह तरंगदैर्ध्य उन लेज़र के लिए नियत है केवल तीव्रता हम अलग अलग वाट के लिए बदल सकते हैं फिर आणविक लेज़र यह भी गैस लेज़र है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र फिर एक्साइज़र लेज़र पल्सड नाइट्रोजन लेज़र ये लेज़र हम इनका उपयोग यहां नहीं करेंगे इनका उपयोग उच्च अंत प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है बस मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ कुछ तरल लेज़र होते हैं अपरिचालक ठोस लेज़र होते हैं नियोडिमियम से अपमिश्रित यह YAG YAG अट्रियम एल्यूमीनियम गार्नेट या नियोडिमियम अपमिश्रित ग्लास लेज़र है ये विभिन्न प्रकार के लेज़र हैं और इसका उपयोग हम अपनी प्रयोगशाला में अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं शिक्षण प्रयोगशाला के लिए नहीं करते हैं इसके अलावा अर्धचालक लेज़र यह गैलियम आर्सेनाइड से बना है इंडियम फास्फाइड अशुद्धियों के विभिन्न मिश्रण के साथ ये संक्षिप्त रूप से मैंने दृश्य श्रेणी के लिए प्रकाश स्रोत के बारे में बताया है जिसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करेंगे और उनमें से कुछ का उपयोग हम अनुसंधान प्रयोगशाला में करते हैं अन्य घटकों के बारे में मैं प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान चर्चा करूंगा मैं यहीं रुक जाऊंगा धन्यवाद